हम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर इस विशेष पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उद्योग के लिए या एकेडेमिया के लिए प्रशिक्षण के पेशे में हैं हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के युग में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम संगठन के लिए संस्थान के लिए और राष्ट्र के लिए ह्यू मन कैपिटल का विकास करें और इसी प्रकार हम इसे वैश्विक स्तर के लिए कह सकते हैं अतः इस विशेष पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है कि हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कैसे कर सकते हैं अर्थात प्रशिक्षण तकनीक और उपकरण जिनका उपयोग एमडीपीस और एफडीपीस के लिए किया जाना है इसी तरह इस विशेष चरण से पहले हम प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करने के बारे में बात करेंगे कि प्रशिक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं और एक संगठन में प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान कैसे करें और प्रशिक्षण की शुरूआत करें सबसे पहले मैं आज इस विशेष सत्र में चर्चा करूंगा जो इस बारे में बात करेगा कि प्रशिक्षण क्या है इसकी आवश्यकताएं इसका महत्व और हम अपनी श्रमशक्ति का विकास कर सकें अब यहाँ पहले मैं आपके साथ सफलता का सूत्र साझा करना चाहूंगा जब भी हम सफलता के बारे में बात करते हैं एस ए × एम × ओ ए क्या है एम क्या है और ओ क्या है जहां ए योग्यता क्षमता एम प्रेरणा ओ अवसर जब भी आप एक सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो हमें उन प्रशि क्षुओं की पहचान करनी होगी कि उन्हें किस प्रकार की क्षमता की आवश्यकता है क्षमता को समझने के लिए प्रतिभागियों के साथ बातचीत करनी चाहिए और जे डी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन हमें यह बताएगा कि किसी व्यक्ति और कर्मचारी में किस प्रकार की क्षमता विकसित करनी है आम तौर पर अगर हम इस विशेष क्षमता का उल्लेख करते हैं तो पहला यह है कि जॉब एबिलिटी या जिसे टेक्निकल स्किल्स कहा जाता है टेक्निकल स्किल्स का अर्थ है कि यह केवल तकनीक से संबंधित नहीं है यह उस नौकरी से संबंधित है जिसमें किसी व्यक्ति के पास विशेष कौशल का होना चाहिए उसे किस प्रकार का काम करना है दूसरा वे हैं जो अपनी नौकरियों में विशेषज्ञ हैं लेकिन वे सफल नहीं हैं वे सफल क्यों नहीं हैं क्योंकि उनके पास एक और बहुत महत्वपूर्ण कौशल नहीं है जो कि एचआर स्किल्स है आप पाएंगे कि ऐसे लीडर्स की संख्या है जो अपने नौकरी ज्ञान में बहुत मजबूत हैं वे बहुत सक्षम हैं लेकिन वे सफल नहीं हैं क्योंकि वे उन लोगों से काम करा पाने में सक्षम नहीं हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए एक टीम बिल्डिग स्किल्स लीडरशिप स्किल्स मोटिवेशनल स्किल्स कनफ्लिक्ट हैंड लिंग स्किल्स ये सभी कौशल स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस आध्यात्मिकता ये सभी कौशल एचआर स्किल्सइंटरपर्सनल स्किल्स हैं यदि व्यक्ति नौकरी के ज्ञान के अलावा एचआर स्किल्स में भी बहुत मजबूत है तो हम समझ सकते हैं कि नौकरी के ज्ञान को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है लेकिन यह केवल नौकरी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है इसे एचआर स्किल्स द्वारा समर्थित होना चाहिए इसके अलावा अनुसंधान किया गया है और यह पाया गया है कि नौकरी ज्ञान मानव संसाधन कौशल के अलावा एक तीसरा कौशल है और यह कांसेप्चुअल स्किल्स है कांसेप्चुअल स्किल्स का अर्थ है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या योगदान दे रहा है और विशेष रूप से यह नौकरी संगठन में दू सरी नौकरी और अंततः किस प्रकार के उत्पादों या सेवाओं को विकसित किया जाना है से जुड़ी होगी एक बार कांसेप्चुअल स्किल्स मजबूत होने के बाद एचआर स्किल्स मजबूत होते हैं और फिर एनालिटिकल स्किल जॉब डिस्क्रिप्शन स्किल्स नौकरी का ज्ञान है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह एक सक्षम व्यक्ति है और उसने उस विशेष क्षमता को विकसित किया है इस क्षमता को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षक की भूमिका होती है प्रशिक्षक को इस विशेष प्रकार की क्षमताओं को विकसित करना होगा उसे यह समझना होगा कि किस कौशल की आवश्यकता है क्या एचआर स्किल्स की आवश्यकता है क्या कांसेप्चुअल स्किल्स की आवश्यकता है एनालिटिकल स्किल्स हैं बहुत काम किया गया है आगे इसमें आजकल एक और कौशल जोड़ा गया है और वह है रचनात्मकता या रचनात्मक कौशल को डिजाइन करना इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्ति रचनात्मक हो हम समझते हैं कि जो भी सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा जब तक वह कार्यस्थल पर कुशलता से अभ्यास नहीं किया जाता है तब तक पर्याप्त नहीं होगा कार्यस्थल पर अभ्यास करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर संगठन में एक विशेष संस्कृति होती है प्रत्येक संगठन में एक विशेष प्रणाली प्रक्रिया और काम करने का तरीका है और प्रशिक्षक को उन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है जो एक तरह से प्रशि क्षुओं हैं यदि वे पाते हैं कि दी गई स्थिति से स्थिति अलग है तो उन्हें अधिक रचनात्मक और अधिक अनुकूल अधिक लचीला होना होगा और इस प्रकार के कौशल की भी आवश्यकता होती है और इसलिए जब हम प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति की क्षमता के मामले में सफलता प्राप्त करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है एक अन्य पहलू जिसे एम कहा जाता है एम प्रेरणा है जब तक हम उस विशेष प्रेरणा से नहीं होंगे यह मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर कैसा प्रदर्शन करेगा कार्यस्थल पर प्रदर्शन करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह कर्मचारी जो शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं स्टार तरीके से तो उन्हें अत्यधिक प्रेरित माना जाता है हम इस पाठ्यक्रम में प्रेरणा के बारे में भी बात करेंगे यह है कि इच्छा या प्रेरणा को कैसे बढ़ाया जाए और प्रतिभागी या प्रशिक्षक के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने से पहले खुद को बहुत अधिक प्रेरित करना होगा इसलिए एक ट्रेनिग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए यह विशेष प्रेरणा भी बहुत महत्वपूर्ण है हम उस प्रेरणा को कैसे विकसित कर सकते हैं किस प्रकार की प्रेरणा है विभिन्न प्रेरणा क्या हैं हम चर्चा करेंगे हम उन प्रेरणा बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं लेकिन एक प्रशिक्षक को ट्रेनिग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए क्या आवश्यक है एक अवसर ओ अवसर के लिए है जब तक किसी के पास वह विशेष अवसर न हो वह उस विशेष ट्रेनिग प्रोग्राम को वितरित या विकसित नहीं कर सकता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह ए के लिए एक संयोजन है एस ए × एम × ओ जिस बिंदु पर ध्यान दिया जाना है वह यह है कि यहां गुणन है यह जोड़ नहीं है इसलिए कोई भी कारक यदि मैं 0 पर हूं तो कुल सफलता 0 होगी इसलिए प्यारे दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि योग्यता विकसित हो प्रेरणा विकसित करना और फिर वह अवसर प्राप्त करना जो एक सफल ट्रेनिग प्रोग्राम संचालित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब यहाँ मैं केवल १ स्लाइड को उद्धरण से लेना चाहूँगा इस विशेष उद्धरण को पढ़कर आप क्या समझते हैं आप समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि एक कर्मचारी केवल किसी विशेष कार्य को करने के लिए है वह वैल्यू जोड़ सकता है नौकरी के लिए वैल्यू एडिशन किया जा सकता है यदि उसका मस्तिष्क उपयोग किया गया है और न केवल हाथ जब हम केवल हाथों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रदर्शन के लिए सीमित रोजगार के अवसर यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शन क्षमता का बहुत उच्च स्तर विकसित करना चाहता है तो उस स्थिति में उसे बहुत अधिक स्थितिजन्य होना चाहिए एक दी गई स्थिति में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जब हम मैनेजरियल फंक्शन के बारे में बात करते हैं प्लै निं ग ऑर्गेनाइ जिंग डेलीगेटिग अतः जब हम कार्यस्थल पर मस्तिष्क के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा क्योंकि जब आप यह डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अर्थात् केवल हाथों की बात कर रहे हैं लेकिन कर्मचारियों के मस्तिष्क के बारे में बात करने के लिए माना जाता है कि कैसे अधिक रचनात्मक हो किसी भी स्थिति में काम करने की अनुमति हो उस संस्कृति का निर्माण हो और यही मानव संसाधन विकास एचआरडी या प्रशिक्षण और विकास का महत्व है यह कि कर्मचारियों को अपने मस्तिष्क का उपयोग करने की अनुमति है और यदि एक कर्मचारी अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है तो यह क्या है नहीं कुछ भी नहीं आपको कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है ठीक है यह पहले से ही उसके भत्तों में शामिल है लेकिन कुछ संगठन हैं जब वे पाते हैं कि कर्मचारी अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह उन्हें अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं जो कि उनके वेरिएबल पे का हिस्सा है इस प्रकार की एच आर संस्कृति जिसे विकसित किया जाना है कई बार इसे अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान विकसित किया जाता है कि जब भी कोई अभिविन्यास कार्यक्रम होता है और अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है जब मैं श्री राम समूह में था मुझे पता है शुरुआत में ही यह बताया गया था कि एच आर विभाग के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह स्वतंत्रता कार्यस्थल पर स्वतंत्रता को बढ़ाए ताकि वे कार्यस्थल पर अपने मस्तिष्क का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें और इसीलिए मैंने इस विशेष अवधारणा को लिया है जब भी हम किसी संगठन में आपके पास मौजूद परिसंपत्ति के बारे में बात करते हैं तो हम बजट के बारे में बात करते हैं लेकिन यह सच है कि बजट होना चाहिए लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कर्मचारी आत्म प्रेरित होना चाहिए और यह तभी संभव है जब वे रुचि रखते हों यदि वे अपने कार्यस्थल में रुचि रखते हैं और रुचि का मतलब प्रेरित है तो प्रेरणा है यदि वह प्रेरणा वहां है तो रुचि है तो निश्चित रूप से कार्यस्थल पर उस रुचि को जगाना संगठन में एक परिवार की भावना बनाना और उस प्रकार की रुचि विकसित होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सो नहीं रहा होगा बल्कि वह योगदान देगा अगला वैल्यूस् है कितने प्रकार के वैल्यू सिस्टम हैं हम जानते हैं कि व्यक्तित्व है विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व हैं और यदि व्यक्तित्व में कड़ी मेहनत करने के लिए वैल्यू सिस्टम है संगठन के प्रति स्नेह है संगठन से संबंधित होना यदि इस प्रकार के वैल्यूस् हैं नौकरी की भागीदारी कर्मचारी जुड़ाव नौकरी संवर्धन है इन सभी प्रकार के वैल्यू सिस्टम एक संगठन में हैं तो यह संगठन केवल एक अच्छा कार्यस्थल के बजाय एक महान कार्यस्थल होगा प्रशिक्षक की भूमिका क्या है प्रशिक्षक की भूमिका यह है कि ये कौशल रोजगार कौशल मानव संसाधन कौशल पहले से ही मैं विभिन्न प्रकार के कौशल उन कौशलों को मानने संगठनात्मक मूल्यों रुचि विकसित करनेके बारे में उल्लेख कर चुका हूं और फिर अगर यह संयोजन है तो निश्चित रूप से मानव संसाधन मानव पूंजी में परि व र्तित होगा इसलिए जो आवश्यक है वह यह है कि हमें इन परिसंपत्तियों पर नहीं सोना चाहिए इन परिसंपत्तियों को कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी को इस विशेष प्रकार के कौशल मूल्यों रुचि और स्वाभाविक रूप से बजट द्वारा दिया जाता है प्रशिक्षक क्या करता है इसलिए अब हम प्रशिक्षक की भूमिका के बारे में बात करेंगे पहले हमें यह समझना होगा कि हितधारक कौन हैं दिन बीत गए जब हम केवल बाहरी हितधारकों के बारे में बात कर रहे थे हम ग्राहकों के बारे में बात कर रहे थे और हम आपूर्ति कर्ताओं के बारे में बात कर रहे थे लेकिन इसके अलावा अब हमें आंतरिक ग्राहकों का भी ध्यान रखना है और आंतरिक ग्राहक हमारे आंतरिक कर्मचारी हैं प्रशिक्षक को शिक्षा देना चाहिए प्रशिक्षक को कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि वे एक समग्र समाज में काम कर रहे हैं समाज भी एक हितधारक है और समाज के प्रत्येक पिन और बिंदु भी हितधारक हैं तो क्या आवश्यक है कर्मचारी को सभी हितधारकों का प्रबंधन करना है एक प्रशिक्षक को हितधारकों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उसके बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए कि कैसे हितधारकों को प्रबंधित किया जाए अब दू सरी तस्वीर विविधता का लाभ उठाने के लिए टीमों का निर्माण करें अब हम जानते हैं कि इस प्रकार की बैठकें होती हैं जब भी संगठन विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन कर रहा होता है तब एक अनुभवी लीडर की आवश्यकता होती है एक लीडर जो अलग अलग ताकत कमजोरियों अवसरों खतरों विभिन्न प्रकार की स्थितियों आई आर स्थितियों एच आर स्थितियों के बारे में जानता है फिर इस प्रकार की बातचीत जब वह पहले से ही कर रहा होता है तो वह उस टीम की क्षमता को संबोधित करने में सक्षम होगा क्योंकि व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाना ठीक है लेकिन जब भी हम संगठन के बारे में बात करते हैं तो संगठन को पता होना चाहिए कि टीम की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए और हम जानते हैं कि किसी एक संगठन में कई संगठन या कुछ विभाग हैं जो टीम की दक्षता का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं टीम की दक्षता बहुत अधिक है उदाहरण के लिए जब भी हम टीम के गठन के बारे में बात करते हैं तो हम टीम कैसे बनाते हैं और जब भी कोई टीम बनती है तो वे सभी या अधिकांश सक्षम व्यक्ति होते हैं तो वहां स्टॉ र्मिंग होगी इसलिए गठन के बाद स्टॉ र्मिंग सत्र होना चाहिए लेकिन एक अच्छे संगठन में स्टॉ र्मिंग न्यूनतम समय लेता है इसलिए एक स्टॉ र्मिंग क्या करती है स्टॉ र्मिंग से मानदंड बनता है नॉर्म्स बनते हैं ये विभिन्न सदस्य एक दूसरे से सीखते हैं कि वे एक साथ कैसे काम करेंगे और फिर वे आम समाधान के साथ बाहर आएंगे फिर वे अधिक दक्षता के साथ बाहर आएंगे कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व होंगे यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि सिस्टम का विज़ार्ड है सिस्टम के विज़ार्ड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कहेगा नहीं हम सिस्टम के साथ नहीं खेल सकते हैं यदि आप किसी भी समाधान का सुझाव दे रहे हैं जो समाधान सिस्टम के भीतर होना चाहिए यह सच है लेकिन जब आप प्रबंधन की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो प्रबंधन की परिभाषा असंतुलन को संतुलित कर रही है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि सिस्टम के भीतर भले ही आपके पास संसाधनों की कमी हो आप उस विशेष प्रकार के सिस्टम को विकसित करने वाले हों जहां आप असंतुलन का प्रबंधन कर सकते हैं और प्रशिक्षक को उसे उन मैनेजरियल मैनेजरियल स्किल्स managerial skills को विकसित करना है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि प्लै निंग ऑर्गेना इ जिंग डायरे क्टिंग ली डिंग और कंट्रो लिंग ये एक प्रबंधक के कार्य हैं तो यहां एक अनुभवी लीडर यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि एक सिस्टम विज़ार्ड कर्मचारी है व उस विशेष कर्मचारी को कैसे संभालना है एक अन्य कर्मचारी होता है प्रभावी संचारक हमें एक लीडर को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि संगठन में उस विशेष प्रभावी संचारक को कैसे विकसित किया जाए प्रशिक्षक प्रभावी संचार पद्धति पहचान कर टीम बनाता है तीसरा व्यक्ति वह है जो सरल रचनाकार होगाजो भी पारंपरिक या पारंपरिक तरीके हैं उनकी तुलना में सरल रचनाकार व्यक्ति की राय अलग हो सकती है और फिर उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह रचनात्मक और प्रतिभावान है इस प्रकार के लोगों को उन्हें अलग तरह से संभालना होगा क्योंकि वे संगठनों के सितारे हैं और कई बार वे एक विशेष समाधान एक विशेष विचार सुझाते हैं और यदि वह विचार संगठन के लिए बहुत उपयोगी है और यह संगठन को स्थायी और विकसित कर सकता है तो रचनात्मक लोगों के लिए टीम का निर्माण हो फिर अलग दिमाग वाले विश्लेषक भी होंगे इसलिए आजकल हम इंटरनेट के युग में पाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं लेकिन जब हमें डेटा का परिवर्तन डेटा को जानकारीमें जानकारी को ज्ञानमें ज्ञान को बुद्धिमता में और बुद्धिमता को सत्य में बदलना होगा यह पिरामिड है अगर हमें उस विशेष पिरामिड को परिव र्तित करना है तो आपको एक मजबूत विश्लेषक होना चाहिए विशेष रूप से प्रबंधन नौकरियों के लिए आजकल दो नौकरियां बहुत प्रमुख हैं एक यह है कि विश्लेषक की नौकरी है और अन्य सलाहकार की नौकरी है वे अत्यधिक मांग में हैं फिर जो लोग जब भी कोई डेटा होता है तो वे उस विशेष डेटा का प्रभावी ढंग से विश्लेषण कैसे करते हैं लेकिन डेटा का विश्लेषण सिर्फ एक हिस्सा है डेटा का विश्लेषण करने के बाद महत्वपूर्ण है कि क्या चर्चा है उस विशेष विश्लेषण का आउटपुट क्या है आप वर्तमान स्थिति के साथ उस आउटपुट को कैसे जोड़ते हैं और इसलिए एक मजबूत टीम में इस प्रकार के विश्लेषक की भी आवश्यकता होती है फिर व्यावहारिक आयोजक जिसके लिए टेक्नोलॉजी को धन्यवाद टेक्नोलॉजी कई बार समाधान देती है जो व्यावहारिक नहीं हो सकता है तो फिर क्या करना है इसलिए उन्हें कुछ कर्मचारी होने की आवश्यकता होती है जो सिस्टम विजार्ड के प्रश्नों या प्रभावी कम्युनिकेटर अनुभवी लीडर रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से जो भी समाधान निकल रहे हैं उन्हें व्यावहारिक रूप से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे फिर विवरण मानसिकता वाला विश्लेषक और इन सभी नए शांत गुणों वाले प्रशिक्षक को विविधता का लाभ उठाने के लिए टीमों के निर्माण और फिर व्यावहारिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है जो सही है जो गलत है जो लागू है जो लागू नहीं है जो उसे समझना चाहिए और अंत में जोखिम लेने वाला क्योंकि प्रशिक्षण भविष्य की आवश्यकता के लिए प्रदान किया जाता है और जब भी हम भविष्य के बारे में बात करते हैं तो एक जोखिम होता है और एक जोखिम लेने वाला होना चाहिए हमें जोखिम और जुए के बीच के अंतर को भी समझना होगा इसलिए यहां मैं जोखिम का सुझाव दे रहा हूं न कि जुए का और इसलिए उस स्थिति में किसी को जोखिम उठाने में सक्षम होना चाहिए और फिर सभी प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों के साथ टीमों का निर्माण करना चाहिए फिर एक प्रशिक्षक की भूमिका संचार का प्रबंधन करना है जो मैंने पहले ही उल्लेख किया है जो कि प्रभावी संचारक है और फिर वह जो भी संवाद कर रहा है वह स्पष्ट आसान होना चाहिए और किसी को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि किस प्रकार का कार्यक्रम दिया गया है यहाँ आप पाएंगे कि का र्टून को हस्तांतरण कौशल दिया गया है मुझे यकीन नहीं है कि मैं जानना चाहता हूं कि फैक्स का उपयोग कैसे करना है और इसलिए उस स्थिति में कई लोगों को वे संसाधन प्रदान किए जा सकते हैं लेकिन वे सक्षम नहीं हो सकते हैं कि कैसे उपयोग करें और फिर एक बार जब आप उन्हें प्रशिक्षण देंगे तो वे कुशल हो जाएंगे तो प्रशिक्षक जब हम एक प्रशिक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो प्रशिक्षक की भूमिका हितधारकों को प्रबंधित करने विविधता का लाभ उठाने के लिए एक टीम बनाने संचार का प्रबंधन करने और कर्मचारियों के लिए कौशल को स्थानांतरित करने जिस उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया है तो एक प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है एक प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को संचार के माध्यम से भ्रम और आस्वीकृति से स्वामित्व और उच्च स्वीकृति स्तर तक स्थानांतरित करने में मदद करना है जैसे कि कई बार कर्मचारी प्रशिक्षण के महत्व को महसूस नहीं कर रहे हैं जो वे समझते हैं कि वे भ्रमित हैं वे बहुत स्पष्ट नहीं हैं यही कारण है कि मुझे इस प्रकार का प्रशिक्षण मिल रहा है प्रशिक्षण का उपयोग क्या है और उस मामले में प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का प्रशिक्षण जो उसे प्रदान किया गया है उसकी आवश्यकता और महत्व को जो शुरुआत में ही बहुत स्पष्ट होना चाहिए उदाहरण के लिए यह विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम जो मैं पेश कर रहा हूं यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों के लिए सहायक है ताकि वे समझ सकें कि प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान कैसे करें प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे डिजाइन करें प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे निष्पादित करें मूल्यांकन कैसे करें प्रशिक्षण कार्यक्रम और उनके कार्यस्थल पर सर्वोत्तम प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे बनाया जाए और इसलिए उस मामले में यह संचार के माध्यम से है हालांकि संचार के माध्यम से मैं यहां एक और शब्दावली जोड़ना चाहूंगा और यह शिक्षण है जो शिक्षण के माध्यम से है जो एक शिक्षण पद्धति है विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धति है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे उस संचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाना है उदाहरण के लिए यह केस स्टडीज हो सकते हैं यह बिजनेस गेम्स हो सकते हैं यह अभ्यास हो सकता है यह सांख्यिकीय डेटा संग्रह और विश्लेषण अनुसंधान विधि के माध्यम से हो सकता है इस तरह हम उन्हें अपने भ्रम को स्पष्ट करा सकते हैं और उनमें स्वामित्व ला सकते हैं कर्मचारियों का इंगेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि कर्मचारियों में स्वामित्व है यदि कर्मचारियों में इस प्रकार का इंगेजमेंट है यह प्रतिबद्धता है और यह सामित्व जब तक कि कर्मचारियों के बीच स्वामित्व की भावना नहीं होगी तब तक कर्मचारी उस विशेष कौशल का उचित हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे हमें उस स्वामित्व को विकसित करना होगा यह संगठन आपका परिवार है आप इस परिवार का एक हिस्सा हैं आप सभी के बीच में से एक हैं इसलिए इस प्रकार की भावना बहुत महत्वपूर्ण है और फिर जब इस प्रकार की धारणा होती है तो मैं इस विशेष परिवार का सदस्य हूं इस संगठन का जो प्रशिक्षक चमत्कार करता है और फिर उस स्थिति में उच्च स्वीकृति स्तर होगा उच्च स्वीकृति स्तर के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है स्फ़ुफ़े ली के अनुसार शक्ति की आवश्यकता होती है अवशोषण की आवश्यकता होती है और समर्पण की आवश्यकता होती है आजकल कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बहुत मांग है प्रशिक्षक को उस विशेष प्रकार की ताक़त उस विशेष प्रकार की ऊर्जा उस विशेष प्रकार की प्रतिबद्धता को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए हाँ मुझे करना है लेकिन अब घर से काम करने के अलग अलग तरीके हैं घर से दूर काम करना कार्यस्थल से दूर लेकिन काम पर इसलिए इस प्रकार की अवधारणाएं पहले से ही हैं लेकिन अंततः प्रतिबद्धता की आवश्यकता है यदि कार्यस्थल पर कर्मचारियों में प्रतिबद्धता नहीं है तो एक उचित आउटपुट नहीं होगा कर्मचारी कार्यस्थल से दूर हैं लेकिन काम पर हैं और कोई प्रतिबद्धता नहीं है फिर से प्रदर्शन का कोई आउटपुट नहीं होगा तो क्या आवश्यक है प्रशिक्षक को स्वामित्व विकसित करना पड़ता है उस प्रतिबद्धता को कार्यस्थल पर स्वीकृति का स्तर इतना है कि कर्मचारी 100 प्रतिशत से अधिक देता है और फिर वह स्वेच्छा से देता है यह सजा के डर या नौकरी खोने के डर के कारण नहीं है बल्कि इस प्रकार की स्वीकृति इस प्रकार की पूजा इस प्रकार की प्रतिबद्धता है कि वह कभी भी यह महसूस नहीं करता है कि वह कोई भावना नहीं है मैं दू सरों लिए काम कर रहा हूं मैं अपने लिए काम कर रहा हूं मैं खुद को विकसित करने के लिए काम कर रहा हूं मैं खुद की उत्कृष्टता के लिए काम कर रहा हूं और इसलिए यदि यह मानसिकता है तो वे संगठन निश्चित रूप से एक बहुत ही सफल संगठन होंगे मैं जो भी बात कर रहा था वह न केवल अच्छे कार्यस्थल के लिए था बल्कि एक महान कार्यस्थल के लिए था प्रशिक्षक क्या करता है एक प्रशिक्षक वह न केवल एक अच्छा कार्यस्थल बना रहा है बल्कि वह ऐसा कार्यस्थल बना रहा है जहाँ लोग काम करना चाहते हैं मैं व्यावहारिक पहलू को भी समझता हूं कि भले ही क्योंकि मेरे पास उद्योग का 11 साल का अनुभव है इसलिए मुझे पता है कि लोग उद्योगों में कैसे काम करते हैं इसलिए वे बेहतर अवसरों की तलाश में इस विशेष की बेहतरी के लिए जा सकते हैं वे जा सकते हैं लेकिन वे अपने पिछले संगठनों को नहीं भूलेंगे वे अपने पिछले संगठनों के साथ जुड़ेंगे क्योंकि हर किसी को उसकी प्रगति के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है लेकिन कनेक्टिविटी पिछले संगठन के साथ संबंध समान है इसलिए इस मामले में कि और अगर कोई संबंध नहीं है तो यह एक महान कार्यस्थल नहीं है महान कार्यस्थल वह है जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि यह प्रतिबद्धता निष्ठा रिश्ते के बारे में कैसा है संगठन छोड़ने के बाद के बारे में भी कैसे लोग जुड़े हुए हैं और उन प्रकार के स्थानों को महान कार्यस्थल कहा जाता है तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि एक महान कार्यस्थल क्या है जब लोग उन पर भरोसा करते हैं तो यह संस्कृति नहीं है जब वे उस विशेष स्थान से बाहर होते हैं तो क्या उन्हें डर है कि जब मैं वहां नहीं हूं तो क्या होगा अब उस स्थिति में जब वे अपने कार्यस्थल पर नहीं हैं भले ही उन्हें अपने श्रेष्ठ सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ रहने का भरोसा हो आप जो करते हैं उस पर उन्हें गर्व है इसलिए यह सवाल नहीं है कि क्या आप शीर्ष प्रबंधन या मध्य प्रबंधन में हैं या निचले प्रबंधन कैडर में हैं लेकिन यह भावना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सबसे अच्छा कर रहा हूं मैं महान कार्यस्थल में कर रहा हूं मैं इस संगठन में काम कर रहा हूं इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है और अपना नाम कहने से पहले वह कहता है कि मैं इस विशेष संगठन में काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसे उस विशेष संगठन के लिए गर्व है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्ति कनेक्ट हो उद्योग कनेक्ट हो जब भी हम जो करते हैं उसमें गर्व के बारे में बात करने पर भावनाएं जुड़ जाती हैं अब जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि आप के साथ काम करने वाले लोगों को आनंद मिलता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्यस्थल आनंद का स्थल है मैं उस विशेष कार्यस्थल का आनंद ले रहा हूं मैं उस विशेष कार्यस्थल के बारे में बात कर रहा हूं मैं अपने अनुभवों को उस विशेष कार्यस्थल के साथ साझा कर रहा हूं मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस कार्यस्थल में काम कर रहा हूं मुझे उन लोगों के साथ भी भरोसा है जो हैं वहां काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि उस विशेष कर्मचारी का खुशी सूचकांक बहुत अधिक है और अगर इस प्रकार के कार्यस्थल और अधिकांश कर्मचारी अधिकांश कर्मचारी जब वे कहते हैं कि यह एक महान कार्यस्थल है तो मुझे यहां काम करना पसंद है और फिर उस स्थिति में आप पाएंगे कि प्रशिक्षक की भूमिका यह है कि वह उस महान कार्यस्थल का निर्माण करता है इस महान कार्यस्थल का निर्माण कैसे किया जाता है और प्रशिक्षण इस प्रकार की संस्कृति को कैसे प्रदान कर सकता है जिसके बारे में हम अगले सत्र में बात करेंगे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद